मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल्स में हमने इक्वलाइज़ेशन को देखा है और एक वायरलेस चैनल की इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को दूर करने के लिए इक्वलाइज़ेशन किया जाता है और आज हम एक बहुत ही अलग तकनीक को देखने जा रहे हैं एक बहुत ही आधुनिक तकनीक वास्तव में उसी समस्या को जो एक वायरलेस चैनल में इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को बहुत कुशलता से दूर करने के लिए है और यह तकनीक OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है आज से इस मॉड्यूल में हम OFDM को देखना शुरू करेंगे इसलिए हम विशेष रूप से OFDM के लिए अनुमानों को देखना शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा उद्देश्य है इस मॉड्यूल को जो OFDM के लिए आकलन है को शुरू करते हैं जहां OFDM एक संक्षिप्त नाम हैI यह ओर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है और वास्तव में OFDM एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है और OFDM एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जैसा कि आप पहले से ही परिचित होंगे कि OFDM का उपयोग 4G वायरलेस सेलुलर मानकों जैसे LTE WiMAX में किया जाता है और इसका उपयोग आधुनिक वायरलेस Wi Fi मानकों जैसे कि 80211N 80211AC इत्यादि में भी किया जाता है तो OFDM यह बहुत आधुनिक वायरलेस तकनीक है या कह सकते हैं कि यह नवीनतम वायरलेस तकनीक है और इसका उपयोग 4G मानकों में किया जाता है जैसे कि फोर्थ जेनरेशन सेलुलर मानकों में I उदाहरण के लिए इसका उपयोग आपके LTE में किया जाता है जिसका अर्थ है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका उपयोग WiMAX मानक में किया जाता है और इसका उपयोग कुछ अन्य मानकों में भी किया जाता है जैसे Wi Fi उदाहरण के लिए 80211N 80211AC इत्यादि और इसलिए OFDM एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है क्योंकि आधुनिक 4G वायरलेस मानकों के साथ साथ Wi Fi मानकों में इसकी व्यापक प्रयोज्यता है तो समझे OFDM के लिए आकलन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि OFDM क्या है या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किस बारे में है तो यह समझने के लिए कि हम फिर से अपने ISI या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस रेमिटेड चैनल के साथ शुरूकरते हैं और जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है हमने इसे पहले बताया हैI ISI चैनल का वर्णन किया गया है यह आपके y k के रूप में वर्णित किया गया है जो k समय पर प्राप्त सिंबल है जो h 0 x k h 1 x k 1 v k है यही है y k यह k समय पर प्राप्त सिंबल है यह x k समय k पर संचारित सिंबल है और x k 1 पिछला सिंबल है यह संचारित सिंबल है यह समय k 1 पर प्रसारित सिंबल हैI इसलिए हमारे पास यह समय k 1 पर संचारित सिंबल है जो कि x k 1 है जो x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है जो k समय पर संचारित सिंबल है और इसे हम इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के रूप में कहते हैं ठीक है तो हमने जो कहा वह मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस इस तथ्य के कारण होता है कि x k 1 जो समय k 1 पर प्रसारित सिंबल है x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है जो वर्तमान सिंबल है तो पिछला सिंबल वर्तमान सिंबल के साथ इंटरफेयर कर रहा है यह इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है इसलिए यह आपके इंटर सिंबल के लिए मॉडल है यह आपके ISI चैनल के लिए मॉडल है जहां ISI इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के लिए इस्तेमाल होता है और यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले देखा है जहां ISI इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है और पहले हमने देखा है कि OFDM एक टेक्नो है पहले हमने देखा है कि इक्विलाइज़ेशन इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को दूर करने के लिए एक तकनीक है ठीक है और अब हम जो कह रहे हैं वह यह है कि OFDM एक और तकनीक है जो इस इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को बहुत कुशलता से हटा सकती है इसलिए हम इसे देखने जा रहे हैं तो पहले हमने इक्वलाइज़ेशन देखा है जो ISI को हटाती है और OFDM एक और तकनीक है जो ISI को बहुत कुशलता से मात देता है बहुत कुशलता से मतलबI इसमें कम्प्यूटेशनल जटिलता कम है जिससे इसे लागू करना आसान है OFDM ISI को मात देती है OFDM के कई फायदे हैं एक यह है कि यह बहुत कम जटिलता के साथ ISI को देती है और यह OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का लाभ है कि वायरलेस चैनल में इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को दूर करने के लिए यह बहुत कम जटिल या बहुत कुशल योजना है ठीक है तो कम जटिलता है OFDM एक बहुत ही कुशल योजना है OFDM एक बहुत ही कुशल योजना है और इसने OFDM को विभिन्न 4G वायरलेस मानकों जैसे LTE WiMax और Wi Fi मानकों में जिसकी हमने पहले बात की है रोजगार के लिए अत्याधुनिक वायरलेस तकनीक बनाया है और अब हम क्या करने जा रहे हैं हम पहले करने जा रहे हैं मैं मॉडल सिस्टम मॉडल का वर्णन करने जा रही हूं यह है कि यह वर्णन करता है कि यह OFDM आधारित वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे काम करता है और फिर हम देखने जा रहे हैं एक OFDM प्रणाली के संदर्भ में आकलन कैसे करें ठीक है तो सबसे पहले हम यह देखने जा रहे हैं कि यह OFDM क्या है या यह कैसे काम करती है OFDM के लिए ट्रांसमिशन स्कीम क्या है और इसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है OFDM को इस प्रकार समझाया जा सकता है तो निम्नलिखित सिंबल पर विचार करें इसलिए OFDM में संचारित होने वाले निम्नलिखित सिंबल्स पर विचार करें मान लें कि हमारे पास चार सिंबल हैं जिन्हें हम X0 X1 X2 X3 से निरूपित करने जा रहे हैं इसलिए ये चार सिंबल्स हैं जिन्हें संचारित किया जाना है इसलिए हमारे पास N चार सिंबल्स के बराबर है और यह सबकैरियर्स की संख्या के रूप में भी कहा जाता है N बराबर चार सबकैरियर्स इसलिए हम देख रहे हैं इसलिए यह N इस OFDM प्रणाली में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है हम N बराबर चार सिंबल्स का प्रयोग करने जा रहे हैं इन्हें बड़े X0 बड़े X1 बड़े X2 बड़े X3 से दर्शाया जाता है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें बड़े X से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे x का उपयोग कुछ और का प्रतिनिधित्व करने के लिए करेंगे तो हमारे पास N चार के बराबर है बड़ा N चार सिंबल्स के बराबर है सही है और यह N चार सबकैरियर्स के बराबर भी जाना जाता है हम कहते हैं कि इन सिंबल्स को बड़े N सबकैरियर्स पर लोड किया जाता है यानी बड़े N सिंबल्स को N सबकैरियर्स पर लोड किया जाता है X 0 को सबकैरियर 0 पर लोड किया जाता है X 1 को सबकैरियर 1 पर लोड किया जाता है और इसी तरह X 4 को सबकैरियर 4 पर लोड किया जाता है तो यह स्पष्ट करते हैं यह भी X l को लोड किया जाता है उपयोग की जाने वाली शब्दावली को lth पर लोड किया जाता है यह lth सबकैरियर पर लोड किया जाता है चार सिंबल्स हैं वे चार सबकैरियर्स पर लोड किए जाते हैं ठीक है और इसलिए एक सामान्य परिदृश्य में आपके पास बड़ा N सिंबल हैं और वे बड़े N सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं अब यह कहने का क्या मतलब है कि वे सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं और इसको इस प्रकार समझा जा सकता है इसलिए हमारे पास सिंबल्स X 0 X 1 X 2 X 3 हैं मूल रूप से इन सिंबल्स के साथ हम क्या करने जा रहे हैं हम N प्वाइंट IDFT परफॉर्म करने जा रहे हैं जो N प्वाइंट IDFT है जो है आप सभी को IDFT से परिचित होना चाहिए यह इनवर्स डिसक्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए है IDFT इनवर्स डिसक्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है IDFT सैंपल्स x 0 x 1 x 2 x 3 के लिए ये छोटे x छोटा x0 छोटा x1 छोटा x2 छोटा x3 हैं तो N के बराबर N प्वाइंट IDFT या इस मामले में मूल रूप से आपके पास N बराबर 4 प्वाइंट IDFT है तो आप सिंबल्स बड़ा X 0 बड़ा X 1 बड़ा X 2 बड़ा X 3 लेते हैं हाँ ठीक है और आप उन्हें उन सबकेरियर्स पर लोड करते हैं जिसका अर्थ मूल रूप से N प्वाइंट IDFT लेना हैं जो कि इनवर्स डिसक्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है यह बहुत कुशलता से बहुत तेजी से इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके भी किया जा सकता है आप यह भी देखेंगे कि मूल रूप से यह N प्वाइंट IDFT है जो N प्वाइंट IFFT के समान है IFFT इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म को परफॉर्म करने के लिए बस एक फास्ट एल्गोरिथ्म है यह इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म को परफॉर्म करता है इसलिए अब आपके पास जो है वह आपके पास है बड़ा X जो कि X k सैंपल है मूल रूप से इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म से मेल खाता है जैसा कि आप जानते हैं कि यह 1 ओवर N योग l शून्य से N - 1 तक बड़ा X l e की पावर j 2 pie k l बाय N के रूप में दिया गया है यह IDFT के लिए अभिव्यक्ति है आप सभी को इससे परिचित होना चाहिए जो मूल रूप से अब N चार के बराबर सेट कर रहा है यह मूल रूप से X k के रूप में दिया जाता है जो कि 1 ओवर 4 योग l 0 से N - 1 तक जो 3 है X l e की पावर j 2 pie k l बाय Nजो चार है N जो इस विशिष्ट उदाहरण के लिए 1 ओवर 4 के बराबर है कृपया ध्यान दें कि यह केवल इस विशिष्ट उदाहरण के लिए है जिसमे N चार सबकैरियर्स के समान है 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 X l e की पावर j pie k l बाय 2 ठीक है तो यह अभिव्यक्ति है याद रखें कि x k kth सैंपल है तो छोटा x सैंपल को दर्शाता है बड़ा X l lth सबकैरियर पर लोड किए गए सिंबल को दर्शाता है छोटा x k kth सैंपल है जो कि बड़े X बड़ा X 0 बड़ा X 1 से बड़ा X N 1 तक के kth IFFT प्वाइंट द्वारा उत्पन्न होता है ठीक है और अब ये सैंपल्स चैनल्स पर बाद में प्रसारित किए जाते हैं लेकिन चैनल पर प्रसारण से पहले एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया जाना है और वह इस प्रकार है कि हमारे पास सैंपल्स हैं x 0 x 1 x 2 x 3 और अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह कि मूल रूप से हम अंतिम सैंपल x 3 लेने जा रहे हैं और इसे फिर से x 0 से पहले रखते हैं इसलिए हम प्रीफिक्स कर रहे हैं इसलिए हम अनिवार्य रूप से क्या कर रहे हैं कि हम सैंपल्स प्रीफिक्स कर रहे हैं तो ये आपके सैंपल्स हैं और यह क्या है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम प्रीफिक्स कर रहे हैं और हम अंत से शुरुआत तक सैंपल्स की साइकलिंग कर रहे हैं इसलिए इसे साइक्लिक कहा जाता है यह OFDM में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है इसे साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में कहा जाता है जिसे केवल CP शब्द द्वारा दर्शाया गया है तो हम जो कर रहे हैं मूल रूप से हमारे पास ये सैंपल्स हैं छोटा x 0 छोटा x 1 छोटा x 2 छोटा x 3 अब हम x 3 को पीछे से ले जाकर यहाँ प्रीफिक्स कर रहे हैं यानी हम x 3 ब्लॉक के अंत से कॉपी कर रहे हैं और ब्लॉक की शुरुआत में फिर से दोहराते हुए हम x 3 के साथ ब्लॉक को प्रीफिक्स कर रहे हैं ठीक है इसलिए यह एक प्रीफिक्स है और चूंकि हम ब्लॉक के अंत से सैंपल को शुरुआत की ओर साइकल कर रहे हैं इसे साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में जाना जाता है इसलिए हम ब्लॉक के अंत से कुछ सैंपल्स कॉपी कर रहे हैं और उन्हें ब्लॉक के शीर्ष पर प्रीफिक्स कर रहे हैं इस प्रक्रिया या OFDM ट्रांसमिशन के इस चरण को साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में जाना जाता है साइक्लिक प्रीफिक्स को जोड़ना तो सबसे पहले आप उन सिंबल्स को लेते हैं जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं IFFT परफॉर्म करते हैं IFFT के बाद आप साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स के बाद सैंपल्स चैनल पर प्रसारित होते हैं तो अब साइक्लिक प्रीफिक्स को जोड़ने के बाद इसलिए हमारे पास सैंपल्स x 0 x 1 x 2 हैं यह आपका जोड़ने के बाद ब्लॉक है यह आपका साइक्लिक प्रीफिक्स को जोड़ने के बाद ब्लॉक है और इसे साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ने के बाद प्रसारित किया जाता है यह चैनल पर प्रसारित होता है और याद रखें कि हमारा चैनल मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल है जहां y k h 0 गुना x k h 1 गुना x k - 1 v k है यह हमारा चैनल है अब यदि आप सिंबल y 0 को देखते हैं तो हमारे पास y 0 बराबर h 0 x 0 h 1 गुना पिछला सिंबल x 3 है लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि x 3 पिछला सिंबल है साइक्लिक प्रीफिक्स के द्वारा x 3 पीछे से आगे जोड़ने के बाद x 0 का पिछला सिंबल बन जाता है इसलिए यह h 1 गुना x 3 v 0 है तो क्योंकि साइक्लिक प्रीफिक्स को जोड़ने के बाद x 3 हिल गया है इसे ब्लॉक के पीछे से कॉपी किया जाता है और ब्लॉक के शीर्ष पर प्रीफिक्स किया जाता है प्रीफिक्स की साइक्लिक प्रकृति के कारण x 3 भी x 0 का पिछला सिंबल है इसलिए आपके पास y 0 बराबर है h 0 x 0 h1 गुना पिछला सिंबल x 3 v 0 और निश्चित रूप से अब बाकी सिंबल्स के लिए हम इसे सामान्य रूप से लिख सकते हैं तो y 1 बराबर है h 0 x 1 h 1 x 0 जो x 1 का पिछला सिंबल है v 1 के y 2 बराबर है h 0 x 2 h 1 गुना x 1 जो x 2 का पिछला सिंबल है v 2 के y 3 बराबर है h 0 x 3 h 1 x 2 जो x 3 का पिछला सिंबल है v 3 के I ये अब मूल रूप से हमें प्राप्त सिंबल्स देता है इसलिए y 0 ये प्राप्त सिंबल हैं ये पूरे चैनल में प्राप्त सिंबल हैं ठीक है तो हमारे पास छोटा y 0 छोटा y 1 छोटा y 2 छोटा y 3 हैं जो प्राप्त सिंबल्स हैं अब हम इस छोटे y 0 छोटे y 1 छोटे y 2 छोटे y 3 जो N प्राप्त सिंबल हैं की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का निरीक्षण करते हैं अब मैं जो करने जा रही हूं मैं एक चित्र के साथ चित्रण करने जा रही हूं क्योंकि चित्रात्मक रूप से चित्र की सहायता से इसका अच्छा चित्रण होता हैI तो हमें उपयोग करने दें मैं x 0 के साथ टाइम एक्सिस खींचने जा रही हूं मुझे इसे स्पष्ट रूप से खींचने दें मेरे पास x 0 x 1 x 2 x 3 है और मान लीजिए कि यह आपका x 0 है मान लीजिए कि यह आपका x 1 है यह आपका x 2 है और यह आपका x 3 है अब इसे देखें समय k बराबर 0 पर यानी y k समय k बराबर 0 पर समय k बराबर 0 पर हमारे पास क्या है यदि आप ऊपर की अभिव्यक्ति को देखते हैं तो आपके पास h 0 गुना x 0 h 1 गुना x 3 इसलिए मैं इसे h 0 गुना x 0 h 1 गुना x 3 0 गुना x 1 0 गुना x 2 के रूप में लिख सकती हूं तो मुझे जो मिलता है वह है h 0 गुना x 0 h 1 गुना x 3 जो कि सिंबल्स पर चैनल का प्रभाव है अब हम समय को देखते हैं चलिए अब फिर से समय k बराबर 1 देखते हैं यदि k 1 के बराबर है तो h 0 गुना x 1 h 1 गुना x 0 तो यह h 0 गुना x 1 h 1 गुना x 0 0 गुना x 2 0 गुना x 3 मैं x 2 x 3 भी शामिल कर सकती हूं बस जीरो रखकर सही और समय k बराबर 2 देखते हैं अब K समय बराबर 2 में कुछ दिलचस्प देखते हैं तो मेरे पास h 0 गुना x 2 h 1 गुना x 1 है तो यह h 0 गुना x 2 h 1 गुना x 1 है अब यदि समय k बराबर 3 पर आप देखते हैं मेरे पास यह h 0 गुना x 3 h 1 गुना x 2 0 गुना x 1 0 गुना x 0 है और अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसके परिणामस्वरूप और यदि आप इस आंकड़े को बारीकी से देखते हैं तो आप मूल रूप से क्या देख सकते हैं मेरे पास सिंबल्स x 0 x 1 x 2 x 3 हैं और मेरे पास चैनल टैब h 0 है चैनल फिल्टर h 0 h 1 और आप देख सकते हैं कि चैनल फ़िल्टर संचारित सिंबल पर घूम रहा है तो आप पहले चरण में देख सकते हैं कि हमारे पास h 0 h 1 है अगले चरण में h 1 को बाईं ओर सर्कुलरली शिफ्ट कर दिया गया है इसलिए h 1 को सर्कुलरली शिफ्ट कर दिया गया है इसलिए यदि आप इसे देख सकते हैं तो यह मूल रूप से एक सर्कुलर शिफ्ट है h 1 को बाईं ओर सर्कुलरली शिफ्ट कर दिया गया है h 0 अगले चरण में दाईं ओर चला गया है h 1 और h 0 दोनों दाईं ओर चले गए हैं और फिर अगले चरण में h 1 और h 0 स्थानांतरित हो गए हैं इसलिए यह मूल रूप से फिल्टर का चैनल फ़िल्टर का सिंबल्स x 0 और x 1 पर एक सर्कुलर शिफ्ट है इसलिए यदि आप इस पर गौर करते हैं कि यह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह चैनल फ़िल्टर का सर्कुलर शिफ्ट है या मूल रूप से आपके चैनल टैप्स या मूल रूप से सैंपल्स x 0 x 1 x 2 x 3 पर चैनल फ़िल्टर होता है इसलिए महत्वपूर्ण प्वाइंट यह है कि यह एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है यह एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए आउटपुट y बराबर है h का x के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड होना v जो निश्चित रूप से नॉयस है तो यह आपके सर्कुलर कन्वॉल्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए हमारे पास जो है वह आप देख सकते हैं यह मूल रूप से कार्यवाही है क्योंकि साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के बाद इनपुट सिंबल पर चैनल फ़िल्टर की कार्यवाही मूल रूप से ऐसी है कि हर उस प्वाइंट और समय पर जिसमें आप घुमा रहे हैं वह है आपका मूल रूप से चैनल फिल्टर का सर्कुलर शिफ्ट होना है ना तो h 0 पहले बाईं ओर है h 1 दाएं और अगले चरण के लिए h 1 बाईं ओर सर्कुलरली शिफ्ट कर दिया गया है h 0 दाएं ओर स्थानांतरित हो गया है और फिर वे हर समय फिर साथ शिफ्ट कर रहे हैं तत्काल समय पर वे एक कदम दाईं ओर स्थानांतरित कर रहे हैं और निश्चित रूप से अंत की ओर यहाँ अंत में सर्कुलरली शिफ्ट शुरू में आ जाता है और यह बहुत ही मूल रूप से सर्कुलर कन्वॉल्यूशन की परिभाषा है इसलिए कार्यवाही साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के कारण इनपुट सिंबल्स पर चैनल की कार्यवाही ऐसी है कि यह सर्कुलर कन्वॉल्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए आउटपुट y मूल रूप से चैनल फ़िल्टर h का x के साथ सर्कुलर कन्वॉल्यूशन नॉयस है और यह महत्वपूर्ण विचार है यह क्या है यह साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के बाद सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है हमने चैनल की आउटपुट को एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन में बदल दिया है इसलिए इसके अलावा और यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि सर्कुलर कन्वॉल्यूशन क्यों उत्पन्न हो रहा है साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ ने लीनियर चैनल या लीनियर कन्वॉल्यूशन को परिवर्तित कर दिया है एक लीनियर कन्वॉल्यूशन को सर्कुलर कन्वॉल्यूशन में परिवर्तित कर दिया है और यह महत्वपूर्ण विचार है और इसलिए अब हम सर्कुलर कन्वॉल्यूशन के गुणों से जानते हैं यदि आप h और x का FFT लेते हैं तो वह सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है तो FFT FFT डोमेन में यह केवल h और x के FFTs की गुणा है इसलिए हमारे पास यह है क्योंकि हमारे पास सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है अगर हम Y का FFT लेते हैं तो h के x के साथ सर्कुलर कन्वॉल्यूशन v जो कि नॉयस है के FFT के बराबर है I अब FFT ऑपरेटर लीनियर है इसलिए यह सरल है कि h के x के साथ सर्कुलर कन्वॉल्यूशन के FFT v के FFT के बराबर है अगर हम FFT लेते हैं तो सर्कुलर कन्वॉल्यूशन के FFT FFT की गुणा है इसलिए यह मूल रूप से h के FFT गुणा x के FFT याद रखिएसर्कुलर कन्वॉल्यूशन फ्रिकवेंसी डोमेन में FFT की गुणा है v का FFT बन जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है तो सर्कुलर कन्वॉल्यूशन को अब FFT डोमेन में या मूल रूप से आपके फ्रिकवेंसी डोमेन में गुणा में बदल दिया गया है ठीक है तो मूल रूप से इसके अलावा यह OFDM का दिलचस्प पहलू है जहाँ हमने सिंबल्स का एक ब्लॉक लिया है बड़े X बड़े X 0 बड़े X 1 बड़े X 2 बड़े X 3 ने सैंपल्स उत्पन्न करने के लिए जिन सैंपल्स के साथ हमने साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ा है IFFT या IDFT परफॉर्म किया और अब एक बार जब आप इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल के आउटपुट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो मूल रूप से प्रत्येक चैनल परफॉर्म कर रहा है वह सर्कुलर कन्वॉल्यूशन के बराबर है इसलिए यदि आप रिसीवर पर FFT लेते हैं तो FFT डोमेन में चैनल मूल रूप से गुणा है y का FFT मूल रूप से चैनल फिल्टर h के FFT गुणा सैंपल्स के FFT जो कि छोटे x हैं निसंदेह नॉयस जो V है के FFT के बराबर है और यह महत्वपूर्ण है यह OFDM में महत्वपूर्ण समीकरण है इसलिए OFDM सिस्टम मॉडल का वर्णन किया गया है तो इस मॉडल के साथ हम यहां रुकेंगे और हम अगले मॉड्यूल में इस पहलू के और निहितार्थ का पता लगाना जारी रखेंगे ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद